ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन्स II भाग 10 प्रोजेक्शन ऑफ़ प्लेन्स हैलो आप सबका हमारे NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्वागत है हम मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 40 के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्शन ऑफ़ प्लेन्स एंड लाइन्स पर आधारित है हमने पिछली क्लास में प्लेन्स के प्रोजेक्शन्स को समझने की कोशिश की और एक उदाहरण के माध्यम से ऑग्ज़िल्यरी प्लेन के कांसेप्ट को समझा पिछले उदाहरण में हमने एक 30 mm वाली साइड का एक पेंटागन लिया था जिसकी एक साइड XY अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है और FV एक लाइन है जो XY अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है तब हमने पता किया कि इसकी ट्रू शेप कैसी होगी तो इसका पता करने के लिए हमने सबसे पहले एक पेंटागन ड्रा किया जिसकी एक साइड XY अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है इसके बाद हमने a e d c और b पॉइंट्स को ऊपर की तरफ FV में प्रोजेक्ट किया जो कि XY अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है इसके बाद हमने इससे ट्रू शेप ड्रा की क्योंकि ऑग्ज़िल्यरी प्लेन कांसेप्ट बहुत अच्छा है विशेष रूप से तब जब हमारे पास केवल FV और TV हों लेकिन हो सकता है कि इन FV और TV में लेंथ कि सही जानकारी न हो हमने एक ऑग्ज़िल्यरी प्लेन X1Y1 लिया फिर इन पॉइंट्स a b e c d को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि XY प्लेन से इन पॉइंट्स a b e c d की दूरी ऑग्ज़िल्यरी प्लेन X1Y1 से इन पॉइंट्स a1 b1 e1 c1 d1 के बराबर हो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें यह ट्रू शेप वाला पेंटागन मिलता हैं तो आज की क्लास में हम ऑग्ज़िल्यरी प्लेन के कांसेप्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो यह ऑग्ज़िल्यरी प्लेन HP और VP या दोनों के सापेक्ष कैसे बनाये जाते हैं तो आइये इसे समझते हैं तो जब हमें ओर्थोग्रफिक प्रोजेक्शन्स में ट्रू लेंथ नहीं मिलती है तब हम ऑग्ज़िल्यरी प्लेन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तीन प्रिंसिपल प्लेन्स के अलावा प्रोजेक्शन के प्लेन्स फ्रंट व्यू टॉप व्यू और राइट साइड और लेफ्ट साइड व्यू हैं जो कि ट्रू लेंथ प्रदर्शित करते हैं और इन्हे ऑग्ज़िल्यरी प्लेन कहा जाता है तो जब हम एक प्लेन का चयन करते है तो वह न तो वर्टीकल प्लेन होता है न ही हॉरिजॉन्टल प्लेन या प्रोफाइल प्लेन होता है बल्कि एक ऐसा प्लेन होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टीकल प्लेन या दोनों से ही झुका हुआ हो जब हम इस ऑब्जेक्ट को उस प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ट्रू शेप मिलती है सामान्यतः ट्रू लेंथ में जो एज दिखती है उसके समानांतर और तीनो प्रिंसिपल प्रोजेक्शन प्लेन्स में से किसी एक के लम्बवत इनको बनाया जाता है जैसा कि हमारे प्रिंसिपल प्रोजेक्शन प्लेन्स वर्टीकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन और साइड या प्रोफाइल प्लेन है और ये ऑग्ज़िल्यरी प्लेन्स इन प्लेन्स के साथ इंक्लिनेशन एंगल बना सकते हैं और हमें ट्रू शेप और ट्रू लेंथ पता करनी है तो यह ट्रू लैंग्थ किस दिशा में अलाइंड है उसके अनुसार हम ऑग्ज़िल्यरी प्लेन का चयन करते हैं ताकि यह प्लेन दूसरे प्लेन के साथ ओर्थोगोनल या 90 डिग्री का कोण बना सके तो यहाँ मुख्यतः दो प्लेन हैं एक ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन है और दूसरा ऑग्ज़िल्यरी इन्क्लाइन्ड प्लेन है तो आइये पहले वाले प्लेन को लेते हैं यदि चयनित ऑग्ज़िल्यरी प्लेन HP के लम्बवत है और VP के सापेक्ष इन्क्लाइन्ड है इसे पिक्चर ड्रा करके समझते हैं तो यह VP है और यह इसके लम्बवत HP है तो हमें ऐसा प्लेन ड्रा करना है जो कि HP के लम्बवत है और VP के सापेक्ष इन्क्लाइन्ड है तो यह वह ऑग्ज़िल्यरी प्लेन है जो कि HP के लम्बवत है और VP के सापेक्ष इन्क्लाइन्ड है यह वर्टीकल प्लेन है और यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हमें एक ऐसा ऑग्ज़िल्यरी प्लेन बनाना है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री का कोण बनाता है लेकिन यह वर्टीकल प्लेन से इंक्लिनेशन एंगल बनाता है तो यदि हम इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन को आगे कि तरफ बढ़ाते हैं तो यह आगे कहीं जाकर VP से इंटेरसेक्ट करेगा और यह इंक्लिनेशन एंगल होगा यदि हमारे पास इस तरह के प्लेन्स हैं तो ऑब्जेक्ट के व्यूज जिनको इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन पर प्रोजेक्ट किया हुआ है को ऑग्ज़िल्यरी फ्रंट व्यू कहते हैं और यह ऑग्ज़िल्यरी प्लेन इस दिशा में है उदाहरण के लिए हम एक स्क्वायर ब्लॉक लेते हैं अब यदि इस ब्लॉक को हम इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इस ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन पर इस ब्लॉक की पूरी हाइट देख सकते हैं तो इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन को ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन कहा जाता है और इसे AVP से दर्शाया जाता है तो हम उस इन्क्लाइन्ड प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि VP के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाता है अब यदि ऑग्ज़िल्यरी प्लेन VP के लंबवत है और HP के सापेक्ष इन्क्लाइन्ड है तो यह VP है और यह HP है जैसा कि यह ऑग्ज़िल्यरी प्लेन VP के लंबवत है लेकिन HP के सापेक्ष इन्क्लाइन्ड है इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस प्लेन को किसी दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ तो यह वह प्लेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यदि हम इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन को आगे बढ़ाते है तो यह HP के साथ एक कोण बनाता है और जब हम VP के साथ इसका कोण मापते हैं तो हमें हमेशा 90 डिग्री मिलता है ऑब्जेक्ट को इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन पर प्रोजेक्ट करने से जो व्यू मिलता है उसे ऑग्ज़िल्यरी टॉप व्यू कहते हैं और जो ऑग्ज़िल्यरी प्लेन है उसे ऑग्ज़िल्यरी इन्क्लाइन्ड प्लेन कहते हैं और उसे AIP से दर्शाया जाता है तो हमें जिस तरह के प्रोजेक्शन्स या व्यू उस प्लेन पर मिलते हैं उन्हें ऑग्ज़िल्यरी टॉप व्यू कहते हैं और उस प्लेन को ऑग्ज़िल्यरी इन्क्लाइन्ड प्लेन कहते हैं तो ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन के लिए मिलने वाले व्यू को ऑग्ज़िल्यरी टॉप व्यू कहते हैं और ऑग्ज़िल्यरी इन्क्लाइन्ड प्लेन के लिए मिलने वाले व्यू को ऑग्ज़िल्यरी टॉप व्यू कहते हैं यदि हम इस पूरे प्लेन के कांसेप्ट को सामान्यतौर पर देखें तो मुख्यतः हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन्स हैं एक VP है एक HP है इनको प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है जो कि एक दूसरे के ओर्थोगोनल है इसके अतिरिक्त एक और है जिसे प्रोफाइल प्लेन कहते हैं और वह इन दोनों प्लेन्स HP और VP के ओर्थोगोनल है अन्य श्रेणी को ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन कहा जाता है यह HP से 90 डिग्री का कोण बनाता है और VP से इंक्लिनेशन एंगल बनाता है तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं वह वर्टिकल प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन और ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन के बीच होना चाहिए केवल उसी के लिए हम यह प्रोजेक्शन लेते हैं एक बार यह प्रोजेक्शन लेने के बाद हम इस ऑग्ज़िल्यरी वर्टिकल प्लेन को इंक्लिनेशन एंगल की दिशा में फ्लिप कर देते हैं तो यदि हम इस लाइन के सापेक्ष फ्लिप रोटेशन लेते हैं ताकि हमें प्रोजेक्टेड व्यू मिल सके इसी प्रकार से यदि यह ऑग्ज़िल्यरी इन्क्लाइन्ड प्लेन है और यह ऑग्ज़िल्यरी टॉप व्यू है तो यह HP के साथ कोण बनाता है और यह हमेशा VP के लम्बवत है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन और ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन के बीच है उसके प्रोजेक्शन्स इस इन्क्लाइन्ड प्लेन पर लेने होंगे और इस अक्ष के सापेक्ष हम इन प्रोजेक्शन्स को बनाते हैं जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक पेंटागन लिया था उसमे हमने ऑग्ज़िल्यरी प्लेन इस प्रकार से लिया था कि वह XY अक्ष से एक कोण बनाता है तो आगे आने वाली कुछ क्लासेज में हम इन्ही ऑग्ज़िल्यरी प्लेन्स के बारे में सीखेंगे जो कि लाइन्स प्लेन्स और सॉलिड्स के लिए हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन पर प्रोजेक्शन्स किस तरह से बनाये जायें यह एक पॉइंट P है और यह वर्टिकल प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन और ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन हैं यह ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन है क्योंकि यह HP से 90 डिग्री का कोण बनाता है लेकिन VP से इंक्लिनेशन एंगल बनाता है तो वर्टीकल प्लेन के साथ कोण बनाने के कारण इसे ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन कहते हैं और यहां यह पॉइंट P है तो यदि हम इस पॉइंट P के कॉर्डिनेट्स को VP और HP पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यह क्रमशः p और p होंगे तो हमें इसकी ट्रू लेंथ VP में दिखाई देती है यदि हम इस P पॉइंट को VP पर प्रोजेक्ट करते हैं तो यह ट्रू लेंथ HP से इस पॉइंन्ट की ऊंचाई है जिसे m से लिख देते हैं यदि हम इस पॉइंट को AVP पर प्रोजेक्ट करते हैं तब भी हमें यही ऊंचाई m मिलती है यह HP से इस पॉइंन्ट की ऊंचाई है इस पॉइंट P का AVP पर प्रोजेक्शन p1 है और HP पर प्रोजेक्शन p है अब इस p को ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करने से हमें o1 पॉइंट मिलता है तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनटस को ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करने से हमें o1p1 मिलता है सामान्यतः जब यह P पॉइंट इस तरह से होता है तब मान लीजिये कि यह ऑग्ज़िल्यरी वर्टीकल प्लेन वर्टीकल प्लेन से फी 𝜙 कोण बनाता है तो VP पर p HP पर p और AVP पर p 1 इस पॉइंट P के प्रोजेक्शन हैं और ट्रू लेंथ अपने को खान मिलेगी तो यह VP और AVP पर हमें मिलेगी जो कि HP से उस पॉइंट की ऊंचाई है और इसे m से दर्शाया गया है तो यह AVP है यदि हम इसे X1Y1 के सापेक्ष घुमाते हैं तो यह इसका फ्रंट व्यू है इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि हम इन्हे 3D में देखें तो फ्रंट व्यू हमेशा VP पर बनेगा और टॉप व्यू HP पर बनेगा यह लाइन X1Y1 HP के साथ इंक्लिनेशन एंगल फी 𝜙 बनाती है हम इस ऑग्ज़िल्यरी प्लेन X1Y1 को ड्रा करते हैं हम VP पर स्थित इस पॉइंट p को इस तरह से AVP पर प्रोजेक्ट करते हैं इसी प्रकार से HP पर स्थित p पॉइंट को AVP पर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट p को पहले X1Y1 पर प्रोजेक्ट करते हैं फिर इस लाइन के समानांतर लाइन पर इसे आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इस लाइन के समानान्तर यदि हमारे पास एक नई पोजीशन है तो हम इस नई पोजीशन से व्यूज बनाते हैं तो इस HP को 90 डिग्री से घुमाने पर यह HP और VP एक ही प्लेन पर आ जाते हैं तो जब HP और VP एक ही प्लेन पर आ जाते हैं तब AVP को X1Y1 लाइन के सापेक्ष घुमा देते हैं जिस से कि यह भी HP और VP के प्लेन पर आ जाता है तो इस पिक्चर में हम X1Y1 को दिखा सकते हैं जिसके सापेक्ष हम AVP को घुमा रहे हैं और यह फी कोण बनाती है तो यह पूरा AVP है और यह ऑग्ज़िल्यरी फ्रंट व्यू है आइये इसे एक उदाहरण से समझते हैं और वही पॉइंट P लेते हैं जिसका कि फ्रंट और टॉप व्यू है तो सबसे पहले स्टेप यह है कि XY लाइन ड्रा करें और पॉइंट p और p को चिन्हित करते हैं तो p पॉइंट टॉप व्यू में हैं जबकि p पॉइंट फ्रंट व्यू में हैं फिर दूसरा पॉइंट यह है कि AVP VP के सापेक्ष फी कोण से झुका हुआ है तो इससे कुछ दूरी पर X1 Y1 लाइन ड्रा करते हैं जो VP के सापेक्ष फी कोण बनाती है तो यह प्रोजेक्शन हमें XY के सापेक्ष देखने को मिलते है और यह X1 Y1 कहीं पर भी हो सकती है तो किसी भी दूरी पर हम यह प्लेन X1Y1 बना सकते हैं अब यह P पॉइंट m ऊंचाई पर है जो कि हमें VP में दिखाई देती है तो o p m है ऑग्ज़िल्यरी फ्रंट व्यू p1 भी X1Y1 लाइन से m ऊंचाई पर होगा क्योंकि हम P पॉइंट को AVP पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो X1Y1 लाइन से m ऊंचाई पर दूसरी तरफ इस पॉइंट p1 को चिन्हित करते हैं यह दूरी m बनाये रखनी हैक्योंकि यह ट्रू लेंथ है जो कि हमें FV में या AVP के फ्रंट व्यू में दिखती है पॉइंट p1 को चिन्हित करने के बाद यदि हम o1p1 को मापते हैं तो हम पाते हैं कि यह o p के बराबर ही है